अब हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के कोर्स पर चर्चा करेंगे इसलिए आज हम सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के विषय पर चर्चा करेंगे ठीक है इसलिए जब हम किसी नेटवर्क या किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क को देखते हैं तो वह एक स्विच नेटवर्क होते हैं इसका मतलब है अगर मेरे पास दो नोड या दो स्टेशनों डायरेक्टली जुड़े हैं अगर हम स्टेशन पर विचार करते हैं तो उस सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन सीधे जुड़े हुए हैं तो वे सीधे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन अगर वे किसी अन्य नेटवर्क पर हैं तो मुझे क्या चाहिए मुझे अलग अलग डिवाइसेज के बीच नेटवर्क इनेबल्ड डिवाइसेज को स्विच करने की आवश्यकता है यह हमारे टेलीकॉम कनेक्शन के लिए भी सही है जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो यह कुछ अन्य एक्सचेंज है तो इन एक्सचेंजों के बीच किसी प्रकार का स्विच होना चाहिए तो यह पहला फोन होगा जो मेरा फोन मेरे होम एक्सचेंज से सीधे जुड़ा हुआ है फिर एक और ट्रंक कनेक्शन हो सकता है और इसलिए आगे बढ़ने पर यह इतने लंबे समय तक अंत में स्विच करता है ठीक है इसी तरह डेटा नेटवर्क के लिए भी जब हम देखते हैं कि दो स्टेशन सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग हैं तो समान संख्या में कई हॉप हैं जो स्विच किए जा रहे हैं ठीक है इसलिए हम जो देखने की कोशिश करते हैं वह यह है कि स्विचिंग तकनीक क्या है इसके बावजूद कि किस तरह का नेटवर्क है इसे एक नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है यह एक टेलीकॉम नेटवर्क और चीजों का प्रकार हो सकता है तो किस तरह की स्विचिंग तकनीकें हैं इसलिए यह हमारा लक्ष्य है और इस चीज में और अधिक गहराई से देखने की कोशिश करेंगे जब हम वास्तव में देखते हैं जब हम प्रोटोकॉल पर चर्चा करते हैं राइट इसलिए हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह एक स्विच नेटवर्क है इसलिए डिस्टेंस स्टेशंस या एंड डिवाइसेज के बीच कम्युनिकेशन आमतौर पर स्विचिंग नोड्स के एक नेटवर्क पर किया जाता है तो इंटरमीडिएट नोड्स स्विचिंग नोड्स हैं जो मुझे चीजों पर स्विच करने की अनुमति देता है या दूसरे शब्दों में जो हम कहते हैं हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक रास्ता ढूंढते हैं राइट इसलिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें एक रास्ता मिलता है और वह रास्ता है जिसे एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है या आपके पैकेट या डेटा या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है इस स्विच नेटवर्क के माध्यम से सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमीट किया जाना चाहिए इसलिए स्विचिंग नोड्स डेटा की कंटेंट से कंसर्न्ड नहीं हैं स्विचिंग नोड्स आमतौर पर डेटा के बारे में कंसर्न्ड नहीं होते हैं इसका उद्देश्य सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक स्विचिंग फैसिलिटी प्रदान करना है यह इस चीज से मतलब नहीं है कि डाटा क्या जा रहा है ठीक है बाद में हम देखेंगे कि अलग अलग डेटा में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं राइट तो नोड्स और कनेक्शन का एक कलेक्शन कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है तो नोड्स और इंटरमीडिएट कनेक्शन का यह कलेक्शन एक नेटवर्क बनाता है तो नोड्स और एरर्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क से नोड्स के बीच का कनेक्शन है जो हम पहले से जानते हैं इसलिए एक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क में सोर्स स्टेशन से नेटवर्क में प्रवेश करने वाले डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर स्विच किया जा रहा है राइट इसलिए जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं और हम दो नोड्स को अलग अलग करते हैं और कनेक्शन और नोड्स का एक इंटरमीडिएट सेट होता है तो डेटा को एक नोड से दूसरे के बीच स्विच या हॉप करने की आवश्यकता होती है इसलिए कुछ बातें यह है कि कई रास्ते हो सकते हैं राइट या फिर कोई भी रास्ता नहीं हो सकता ठीक है मैं स्विच नहीं कर सकता हूं या कम्युनिकेशन के समय कोई रास्ता हो सकता है हो सकता है कोई एक नोड् या एज के फेल होने का एक कारण हो सकता है जिससे कम्युनिकेशन मैं प्रॉब्लम हो सकती हैं राइट तो क्या कई मुद्दे हो सकते हैं तो इस प्रकार के स्विच नेटवर्क के लिए फिर भी अगर हम उन चुनौतियों और मुद्दों को थोड़ा अलग रखते हैं जैसे उन चीजों को देखेंगे कि अभी भी रिलायबिलिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है सभी मेकैनिजम्स क्या हैं लेकिन हम जो देखने की कोशिश करते हैं वह यह है कि ये इंफॉर्मेशन या डेटा कैसे सोर्स स्टेशन या डेस्टिनेशन से एक हॉप से दूसरे में जा सकते हैं अब आमतौर पर यह मेरे द्वारा स्विच नेटवर्क के सिनेरियो का एक उदाहरण है आप विलियम्स द्वारा इस डेटा कम्युनिकेशन को रिफर कर सकते हैं जिसका मैं इस मामले में भी रिफर कर रहा हूं तो यह एक स्विच नेटवर्क है यदि आप कहते हैं ठीक है तोयह एंड सिस्टम है राइट एंड सिस्टम मेनफ्रेम सर्वर पर्सनल कंप्यूटर और विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती हैं मोबाइल डिवाइस और इतने पर और आगे भी हो सकते हैं तो अगर उनके लिए यह एक स्विचिंग क्लाउड है राइट या ऐसा कहने के लिए कि किसी तरह अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं चीजों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होऊंगा राइट इसलिए मैं इस बारे में परेशान नहीं हूं या कोई यूजर इस स्विचिंग चीज़ के बारे में परेशान नहीं है लेकिन यदि आप देखते हैं कि चीजों में थोड़ा गहरा देखने की कोशिश की जाती है तो स्विचिंग नोड्स की विभिन्न श्रेणियां हैं इसलिए यदि कोई पैकेट आता है अगर मैं B से E तक कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो B यह वह होस्ट या कनेक्टेड स्विच या टेलीफोन के मामले में जुड़ा नोड है जिसे हम अपने निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट करते हैं और फिर यह क्रम में तय होता है D के पास जाने के लिए इसे किस मार्ग पर चलना चाहिए यह इस मार्ग को फॉलो कर सकता है क्षमा करें या अन्य रास्ते हो सकते हैं यह ठीक है यह यहां यहां यहां और D दाएं B से D तो अन्य रास्ते हो सकते हैं इसलिए इस इंटरमीडिएट स्विच को यह तय करने की आवश्यकता है कि किस मार्ग का पालन किया जाना चाहिए या कोई प्रीडिफाइंड पाथ हो सकता है अगर मैं B से D तक जाना चाहता हूं तो 1 4 5 3 D का पालन करने की जरूरत है किसी ने इसे परिभाषित किया है ठीक है फिर भी इस मार्ग या रास्ते को तय करने की आवश्यकता है या इस स्विच नेटवर्क द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता है तो यह स्विचिंग नेटवर्क टिपिकल स्विचिंग नेटवर्क थिंग है और एक्सटर्नल चीजें हैं जो जा रही हैं अब अलग अलग स्विचिंग तकनीकें क्या हैं इसलिए स्विचिंग नोड्स अन्य नोड्स या किसी स्टेशन से कनेक्ट हो सकते हैं तो इस मामले में हमारे कहने का मतलब यह है कि नोड्स की दो श्रेणियां हैं हम जो कहते हैं कि ये नोड्स स्विच कर रहे हैं और ये कुछ अन्य नोड्स ये स्टेशन हैं राइट तो यह एक टर्मिनोलॉजी है जिसका पालन यहां किया जा रहा है लेकिन कुछ स्थानों पर आप पाएंगे कि हालांकि सभी को सोर्स नोड डेस्टिनेशन नोड के रूप में माना जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक नेटवर्क आमतौर पर आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है जैसे कि ऐसा नहीं है कि सभी रूट इस्टैबलिश्ड हैं इसलिए यह रूट और प्रकार की चीजों को डिमांड पर इस्टैबलिश्ड किया जाता है और हालांकि कुछ रिडंडेंट कनेक्शन हो सकते हैं जो रिलायबिलिटी के लिए डिजायरेबल हैं राइट इसलिए मैं उस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता हूं जैसे कि मेरे पास केवल ये पाथ हो सकते हैं केवल यह पाथ मैं B से C के लिए वहां हो सकता हैलेकिन वहाँ रिडंडेंट पाथ हो सकते हैं ताकि रिलायबिलिटी अगर 5 इस मामले में नीचे जाती है तो मैं 1 2 3 D के माध्यम से जा सकता था अगर 6 4 नीचे जाता है तो यह पाथ भी संभव हो सकता है ठीक है तो रिलायबिलिटी पाथ हो सकते हैं कई पाथ हो सकते हैं राइट तो दो प्रमुख स्विचिंग तकनीकें हैं सर्किट स्विचिंग एक पैकेट स्विचिंग है ठीक है नाम के रूप में सुझाव देते हैं या मोटे तौर पर सुझाव देते हैं सर्किट स्विचिंग एक सर्किट एस्टेब्लिश करने या सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए उपयोग किया जाता है यह प्रमुख बात है पर जबकि पैकेट स्विचिंग का अर्थ है कि सोर्स स्टेशन डेटा को विभिन्न पैकेटों में विभाजित करता है जो इस स्विच नेटवर्क के माध्यम से डेस्टिनेशंस तक ट्रांसमिशन किए जा रहे हैं हम दोनों चीजों को जल्दी देखने की कोशिश करेंगे अब सर्किट स्विचिंग का कहना है कि दो स्टेशनों के बीच एक डेडीकेटेड कम्युनिकेशन पाथ है आमतौर पर तीन फेस होते हैं इसलिए सर्किट स्विचिंग के लिए मेरे पास सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशंस तक एक डेडीकेटेड पाथ होना चाहिए तो एक डेडीकेटेड पाथ कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है तो यह कम्युनिकेशन कैसे चल सकता है तीन चरण हैं पहला फेस है पाथ एस्टेब्लिशमेंट है फिर अगला है डेटा या इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच और तीसरा फेस है डिस्कनेक्शन या दूसरे शब्दों में यदि आप इस एस्टेब्लिशमेंट फेस को देखने की कोशिश करते हैं तो मूल रूप से रिसोर्सेज को प्राप्त करना है राइट मान लीजिए कि मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो मैं मूल रूप से दुनिया के किसी अन्य हिस्से में हूं इसलिए मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह एलोकेटेड है मेरे टेलीफोन कनेक्शन से शुरू होने से लेकर मेरे निकटतम एक्सचेंज तक के रिसोर्स और विभिन्न अन्य इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड हैं इसलिए मैं रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रहा हूं और यह दिलचस्प है और फिर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं यह बाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो सकता है और एक बार कम्युनिकेशन समाप्त हो जाता है तो मैं कनेक्शन को टियर्डाउन कर देता हूं या रिसोर्सेज को रिलीज कर देता हूं राइट इसलिए अगर वहाँ हैं तो एक संभावना है कि दस कनेक्शन स्थापित किए जा सकते हैं अगर मैं एक हूं तो पहले से ही कम्युनिकेशन पाथ में हूं तो एक ब्लॉकड है एक पहले से ही ओकेउपाय है और नौ उपलब्ध हैं तो वहाँ से एक और प्रकार की चीजें सामने आती हैं जो की ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर हैं इसलिए यदि कनेक्शन यदि सभी दस कनेक्शन ब्लॉकड हैं जब ग्यारहवें कनेक्शन नहीं हो सकते हैं कि इस समय कोई कनेक्शन उपलब्ध नहीं है प्रकार की चीज इसका मतलब है कि यह एक ब्लॉकड है अनब्लॉकिंग या नॉनब्लॉकिंग का अर्थ है कि मेरे पास संभालने के लिए पर्याप्त रिसोर्से हैं कि हम इसे देखेंगे इसलिए सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए स्विचिंग कैपेसिटी और चैनल कैपेसिटी होनी चाहिए राइट तो इसकी स्विचिंग कैपेसिटी दोनों होनी चाहिए इसका मतलब है कैपेसिटी इसका अर्थ है कि पाथ की संख्या फ्री है और इतना ही नहीं जो डेटा चैनल द्वारा चलाया जा रहा है उसमें इंफॉर्मेशन या डेटा ले जाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए इसलिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए इसकी चैनल कैपेसिटी और स्विचिंग कैपेसिटी दोनों होनी चाहिए रूटिंग को वर्कआउट करने के लिए पर्याप्त इंटेलिजेंस होनी चाहिए इसलिए कुछ मामलों में या कई मामलों में इसे रूट करने के लिए एक टिपिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए इसलिए यदि कोई B को D से कनेक्ट करना चाहता है तो स्विचिंग नोड के माध्यम से इंटरमीडिएट पाथ क्या होना चाहिए यह पता लगाने की आवश्यकता है तो यह हो सकता है कुछ एल्गोरिथ्म हो सकता है राउटिंग अल्गोरिद्म कुछ इंटेलिजेंस का तरीका जो राउटिंग का काम करता है कुछ मामलों में एक डेडीकेटेड पाथ हो सकता है यदि B से D यह वह पाथ है जो वहाँ है ठीक है तो इसे देखने के लिए एक डेडीकेटेड पाथ या हो सकता है दूसरी ओर पैकेट स्विचिंग यह कहने की कोशिश करता है कि स्टेशन या सोर्स स्टेशन मैसेज को पैकेट में तोड़ता है राइट आमतौर पर पैकेट के छोटे टुकड़े अब पैकेट एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं ठीक है पैकेट को नेटवर्क से सीक्वेंशियल रूप मैं एक बार मै एक भेजा जाता है राइट तो एक पैकेट एक के बाद एक इस पर चला जाता है कंटिनेस पैकेट की धारा नेटवर्क के माध्यम से रूट की जाती है और इसे सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है इसलिए इन पैकेटों को नेटवर्क में पंपड किया जाता है और ये नेटवर्क पर चले जाते हैं और इन्हें डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाता है तो दो अप्रोचएस भी हो सकते हैं हम जो कहते हैं कि एक डेटाग्राम अप्रोच है जहां पैकेट इंडिपेंडेंट चीजों पर चलते हैं एक पैकेट कह सकता है कि पाथ 1 एक पैकेट पाथ 2 को फॉलो कर सकता है और इसी तरह आगे भी फिर भी डेस्टिनेशन है और यही नहीं एक बार इस प्रकार की स्थिति आने के बाद आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वे सीक्वेंशियल रूप से पहुंच सकते हैं क्योंकि एक कहता है कि पाथ 1 या रूट 1 मैं अधिक भीड़ हो सकता है पाथ 2 के मुकाबले इसलिए देरी होगी जबकि वर्चुअल सर्किट अप्रोच नामक एक और अप्रोच है जहां सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक वर्चुअल सर्किट एस्टेब्लिश होता है और पैकेट उस पर्टिकुलर पाथ में चलता है तो ये आमतौर पर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के मामले में होते हैं अब फिर से अगर हम अपने सर्किट स्विचिंग चर्चा पर वापस आते हैं तो मुख्य रूप से बुनियादी चार प्रकार की चीजें हैं टाइप ऑफ अप्रोचएस एक है स्पेस डिवीजन स्विच दूसरा है टाइम डिवीजन स्विच फिर है टीडीएम बस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बस और इस तरह की चीजों का कंबीनेशन हो सकता है इन स्विचिंग चीजों का प्रकार तो ये चार प्रमुख बातें हैं तो जैसे कि एक टिपिकल सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इस तरह से होता है जो यह है जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किट स्विचिंग मुख्य रूप से उस वॉइस प्रकार की कनेक्टिविटी के लिए स्विच कर रहा है तो कनेक्टिविटी एक टेलीफोन की तरह है यदि आप एक टेलीफोन पर विचार करते हैं तो यह पहला कार्यालय है या यह निकटतम एक्सचेंज है यदि इस A से डेस्टिनेशन B तक कोई कॉल है तो यह एक अलग स्विचिंग सर्किट पर जाता है सर्किट एस्टेब्लिश होते हैं इसलिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पाथ एस्टेब्लिश किया गया है अब इस कनेक्टिविटी को इंटरमीडिएट चीजों पर कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा यह कुछ प्रोटोकॉल या कुछ एल्गोरिदम या किसी तरह की इंटेलिजेंट टेक्निक द्वारा तय किया जाता है कि चीजें कैसे एस्टेब्लिश की जाएंगी एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद यह इन चीजों के लिए समर्पित है इसलिए कोई भी मूल रूप से इस पाथ में अदर सेंस में इंट्रूड नहीं कर सकता है यह रूट रिजर्वड है या रिसोर्सेज विभिन्न एक्सचेंजों में रिजर्वड हैं अलग अलग प्रकार के साथ हम रिसोर्स एलोकेशन स्कीम्स कहते हैं तो इस मामले में कनेक्टिंग ट्रंक तो इंटरसिटी ट्रंक और फिर एक और कनेक्टिंग ट्रंक जोड़ने और बातों पर जा रहा है चीजों के आधार पर कई अन्य कई अन्य हॉप्स हो सकते हैं लेकिन फिर भी पूरा रास्ता रिजर्वड है अब यदि आप स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं तो या दूसरे अर्थ में हम इस प्रकार को क्रॉस कनेक्ट या क्रॉस पॉइंट कहते हैं तो 1 4 से कनेक्ट करना चाहता है या 2 भी 4 से कनेक्ट करना चाहता है तो मैं इस प्रकार की बात पर स्विच करता हूं तो एक कंट्रोलर या कंट्रोल स्टेशन है जो मूल रूप से देखने की कोशिश करता है जो जुड़ा हुआ है इसलिए हमारे पास इस प्रकार की एक मैट्रिक्स टाइप की चीज है जिससे कोई भी किसी अन्य रिसोर्सेज से जुड़ सकता है तो यह एक सिंगल स्टेज था यह एक मल्टी स्टेज चीज हो सकती है जहां आपके पास अलग अलग मल्टी स्टेज में इस तरह के स्विच होते हैं और ऐसा करने में इस प्रकार के स्पेस डिवीजन स्विचिंग का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है अन्यथा यदि यह है एक पूरी मैट्रिक्स हर कोई इन चीजों से हर किसी से जुड़ा हुआ है जैसे कि अगर आप देखते हैं कि इस तरफ 10 से 10 हैं तो इस तरफ 10 नोड हैं इसलिए आदर्श रूप से हमें 10 क्रॉस 10 की आवश्यकता हो सकती हैयदि इस तरह की स्थिति थी तो लगभग 10 क्रॉस 10 या 100 नोड्स का मतलब है 3 क्रॉस 4 की तरह यहां हम 12 नोड्स हैं जबकि यहां अंकों की संख्या बहुत कम है ताकि हम मल्टीस्टेज स्विचिंग कर सकें और हम चीजों में कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमें यह देखना होगा कि क्या यह एक ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर या नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर बन रहा है एक साथ कितने लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से और इसी प्रकार की चीजें इसलिए वे विचार चलन में आए इस प्रकार की स्विचिंग स्ट्रेटजी के लिए जाने पर ओवरऑल प्लानिंगकी आवश्यकता है तो टाइम डिविजन के मामले में सॉरी टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक प्रकार का था इसलिए हमारे पास क्या है ऐसा नहीं है एक यह है कि कोई स्विचिंग नहीं है तो मैं इसे BCDA भेजता हूं और यह BCDA द्वारा प्राप्त किया जाता है राइट या किसी प्रकार का स्विचिंग हो सकता है ठीक है मैं D से कनेक्टिविटी भेजना चाहता हूं कि यह 4 के लिए जाना है 2 से कम्युनिकेशन करना है तो मैं मूल रूप से इस पैकेट सीक्वेंस को बदल सकता हूं ताकि एक स्विचिंग हो तो BCDA DCBA अब BADC बन गया है जहां पैकेट्स को जाना चाहिए राइट तो इस प्रकार की चीजें वहां संभव हैं यह एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और इनकी जगह हमारे पास TDM बस या विभिन्न चीजों का मिश्रण हो सकता है फिर भी इन सभी उद्देश्यों के लिए हमारे पास एक रिसोर्स लोकेशन है एक कनेक्शन इस्टैबलिश्ड करने की आवश्यकता है फिर कम्युनिकेशन और फिर एक कनेक्शन टियर डाउन प्रोसेस की आवश्यकता है इसलिए जब हम इस तरह के सर्किट स्विचिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ये आवश्यक चीजें हैं दूसरी ओर स्विचिंग सर्किट हमारे स्टैंडर्ड टेलीफोन कनेक्शन के लिए अत्यंत उपयोगी या बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है ठीक है हमारे सभी एक्सचेंज वगैरह सर्किट हैं मुख्य रूप से सर्किट स्विच्ड नेटवर्क का मतलब है यह हमारी ट्रेडिशनल टेलीफोन कनेक्टिविटी जैसे हम टाइम स्लॉट इंटरचेंज के बारे में बात कर रहे हैं ताकि मेरे पास एक विशेष स्विचिंग चीज हो सकती है जो मूल रूप से उन चीजों के आधार पर एक कंट्रोल यूनिट के साथ होती है जो हम इंटरचेंज या सेलेक्ट कर सकते हैं इसलिए यह है कि हम सीक्वेंशियल रूप से कंट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यह एक चुनिंदा हो सकता है यह कंट्रोल करें कि कौन सा डेटा किस चीज़ में आ रहा है इसलिए यह 1 2 3 4 है जबकि मैं चुनिंदा तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं जहां से तारीख को बाहर आना है इसलिए दूसरे अर्थ में मैंने स्विचिंग तकनीकों का सिम्युलेट किया है जहां चीजें होंगी इसलिए यदि आप स्विचिंग सर्किट स्विचिंग प्रॉपर्टीज और इश्यूज को देखते हैं तो सबसे पहले एक बार कनेक्ट होने के बाद यह किसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट हो जाता है राइट इसलिए एक बार जब यह जुड़ा होता है तो यह ट्रांसपेरेंट मोड में चला जाता है जैसे कि एक बार कनेक्ट होने के बाद हम अपने टेलीफोन कनेक्शन में क्या करते हैं मैं अपने ट्रेडिशनल टेलीफोन कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए एक बार जब यह इस एक्सचेंज और ट्रंक और चीजों के प्रकार से जुड़ा होता है तो यह ट्रांसपेरेंट होता है यह उचित रिसोर्सेज के साथ सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक डेडीकेटेड कनेक्शन है ताकि आप चीजों के साथ कम्युनिकेट कर सकें सही तो यह एक डेडीकेटेड कनेक्शन है दूसरी बात हमने मुख्य रूप से वॉइस ट्रैफिक के लिए विकसित की है तो यह मुख्य रूप से वॉइस ट्रैफिक या हमारे ट्रेडिशनल फोन कनेक्शन के लिए विकसित किया गया था ठीक है कुछ सिनेरियो में या कई सिनेरियोस में यह एफिशिएंट नहीं माना जाता है राइट कनेक्शन की ड्यूरेशन के लिए डेडीकेटेड चैनल कैपेसिटी यहां तक कि एक पूरे चैनल की कैपेसिटी जो मल्टीप्लेक्स हो सकती थी ठीक हैमैं एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह कर सकता था या अन्य प्रकार के मल्टीप्लेक्स यह पूरी तरह से इन चीजों के लिए समर्पित है या यदि कोई डेटा नहीं है तो भी चैनल बर्बाद हो जाता है ठीक है यहां तक कि अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो फोन पकड़ना या कोई डेटा कम्युनिकेशन नहीं होना भी चैनल की कैपेसिटी को व्यर्थ करता है कोई अन्य पार्टी चीजों का उपयोग नहीं कर सकती है तो यह चीजों का एक डेडीकेटेड रिसोर्स के प्रकार है तो अन्य चीजें अन्य मुद्दे हैं जहां कई बार सेट अप होता है या कनेक्शन में समय लगता है इसलिए एस्टेब्लिश फेस में कनेक्टिविटी होने में समय लगता है क्योंकि जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक आप कनेक्शन शुरू नहीं कर सकते मूल धारणा या बुनियादी शर्त यह है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कनेक्शन होना चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक फुल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जब तक यह एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते अन्य चीजें हैं डेटा रेट निर्धारित करना है दोनों एंडस को एक ही डेटा रेट पर काम करना चाहिए जैसा कि यह डेडीकेटेड पाथ है और डेटा फ्लो को प्रवाहित करना एक विशेष डेटा रेट में है इसलिए आपके सोर्स और डेस्टिनेशन को यह तय किया जाना चाहिए और उसी डाटा रेट पर काम करना चाहिए अन्यथा सम सभी डेटा का एक्यूमलेशियन होगा डेटा रेट का ओवरफ्लो हो जाएगा जो कनेक्शन को एडवर्सली इफेक्ट करेगा तो डेटा रेट्स को तय करने की आवश्यकता है जब तक वॉइस की चीजों का ठीक ठीक से कंसर्न्ड होता है क्योंकि सबसे पहले वॉइस का अपना मतलब है उस कम्युनिकेशन का अंत में डिवाइसेज के साथ अपना रिस्ट्रिक्शन है दूसरी बात हुमन इंटरेक्शन इस डेटा रेट और चीजों के प्रकार को संभाल सकता है राइट अगर वहाँ है तो सभी की जरूरत है दूसरी ओर जो हमारे डेटा नेटवर्क के लिए हमारा प्राथमिक हित है वह है पैकेट स्विचिंग तो मूल रूप से इसे जो बताता है वह आम तौर पर छोटे पैकेट है स्टेशन से डेटा यह स्टेशन को आमतौर पर डेस्टिनेशन के लिए आमतौर पर छोटे पैकेट में टूट जाता है आमतौर पर यह 1000 ऑक्टेट या एक 1000 8 बिट्स 8 बिट पैकेट या पैकेट का प्रकार है लंबे संदेश पैकेट की एक श्रृंखला में विभाजित हो गए प्रत्येक पैकेट में डेटा का एक भाग होता है और कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है अब यहाँ क्या हो रहा है जैसा कि हम समझते हैं कि यह एक पैकेट है और पैकेट स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं इसलिए पैकेट में डेटा और कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है जो इसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करती है सही तोइंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा है तो मुख्य रूप से कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है यह मूल रूप से रूटिंग या ऐड्रेसिंग करने वाले इंफॉर्मेशन के लिए है जहां मैं चीजों के प्रकार जा रहा हूं या जहां मैं स्थानांतरित कर रहा हूं और वहां अन्य इंफॉर्मेशन हैं जो चीजों में हैं जब हम विशेष रूप से इस पैकेट के बारे में चर्चा करते हैं तो हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे ठीक है इसलिए पैकेटों को संक्षेप में स्टोर किया जाता है या जिसे हम बफर कहते हैं और अगले नोड पर पास किया जाता है इसलिए एक बार एक इंटरमीडिएट नोड जब एक पैकेट को रिसीव करता है यह एक बार एक पैकेट एक इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड तक पहुंचता है वह इसे रिसीव करता है इसे स्टोर करता है और इसे आगे फॉरवर्ड करता है तो आम तौर पर यह है कि स्टोर और फॉरवर्ड मैकेनिज्म इसे प्राप्त करते हैं इसे स्टोर करते हैं और पैकेट को अगले डेस्टिनेशन पर भेजते हैं तो जैसे मेरे पास एक एंड से एप्लीकेशन डेटा है वह पैकेट स्विचड नेटवर्क है और मैं इस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के माध्यम से दूसरे एंड पर कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो यह कुछ फायदे हैं सबसे पहले लाइन एफिशिएंसी सिंगल नोड से नोड लिंक को समय के साथ कई पैकेटों के कई पहलुओं द्वारा शेयर किया जा सकता है क्योंकि अब कोई डेडीकेटेड पाथ नहीं है मेरे पास छोटे पैकेट हैं तो सिंगल नोड से नोड एजिस को विभिन्न पैकेटों द्वारा शेयर किया जा सकता है तो पैकेट कतारबद्ध और जितना संभव हो उतना तेजी से ट्रांसमिट किए जाते हैं राइट इसलिए हर जगह जो हम कर रहे हैं आप रिसीव कर रहे हैं स्टोरिंग फॉरवेडिंग कर रहे हैं इसलिए यह कतारबद्ध कतारबद्ध और अगले डेस्टिनेशन या अगले हॉप में जितनी जल्दी हो सके गुजर रहा है एक संभावना है या डेटा रेट कन्वर्जन होने की संभावना है प्रत्येक स्टेशन अपनी गति से लोकल नोड से कनेक्ट होता है राइट यदि आवश्यक हो तो नोड्स डेटा को बफर कर देते हैं इक्विलाइज रेट्स की जरूरत के लिए इसलिए चूंकि आगे के प्रकार के मेकैनिज्म में एक स्टोर है नोड में गति को सिंक्रनाइज़ करने का एक विकल्प है राइट तो अलग अलग एजिस के बीच अलग अलग कम्युनिकेशन और विभिन्न नोड्स की अलग अलग स्पीड भिन्न हो सकती है तो यह मूल रूप से चीजों पर रेट कन्वर्जन बनाता है राइट तो यह संभव है क्योंकि ये छोटे पैकेट हैं और इंडिपेंडेंट रूप से और एक दूसरे को संभाला जाता है पैकेट केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जब नेटवर्क व्यस्त हो तब भी जब इंटरमीडिएट नेटवर्क व्यस्त हो कि पैकेट स्वीकार किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो सकता है ठीक है यदि सर्किट स्विच के मामले में यह मुश्किल हो सकता है यदि नेटवर्क नहीं है तो यह मूल रूप से एक डेडीकेटेड सर्किट है जिन चीजों पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां हम पैकेट को स्वीकार कर सकते हैं और यह चीजें एक्सेप्ट होने के बाद डिलीवरी की जाएंगी स्लो रेट पर या एक बार उपलब्धता होने के बाद निश्चित रूप से टाइम लिमिट हैं जिस पर हम इंतजार नहीं कर सकते हैं और इसी तरह और आगे भी फिर भी चीजें होंगी और एक और बात यह है कि मैं चीजों को प्रायोरिटी दे सकता हूं मैं कह सकता हूं कि इस तरह का पैकेट एक प्रायोरिटी दे सकता है या अन्य लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं इसलिएपैकेट का प्रायरिटाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए भी संभव है तो फिर यहाँ भी हम देखते हैं कि दो प्रमुख तकनीकें हैं या पैकेट स्विच के दो अलग अलग तरीके हैं एक डेटाग्राम है दूसरा वर्चुअल सर्किट है अब डेटाग्राम के मामले में प्रत्येक पैकेट को इंडिपेंडेंट रूप से व्यवहार किया जाता है पैकेट कोई भी प्रैक्टिकल रूट ले सकता है इसलिए अगर रूट्स की संख्या 'n है या कहें कि 4 रूट हैं तो 10 पैकेट कुछ भी कर सकते हैं पैकेट ऑर्डर से बाहर आ सकते हैं यह नहीं आना चाहिए यह जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में पहुंचे पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं या डिलेड हो सकते है इसलिए एक बार कुछ पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं है या डिलेड से समय पर चीजों तक नहीं पहुंच सकता है या यहां तक कि बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता है इसलिए इसे देखने के लिए अन्य मेकैनिजम्स हो सकते हैं लेकिन अगर संभावनाएं हैं तो पैकेट को रीऑर्डर करना या लापता पैकेट से रिकवर करना रिसीवर के ऊपर होता है इसलिए रिसीवर केवल इसे सीक्वेंस करता है और यदि कोई लापता पैकेट है तो रिसीवर उपयुक्त मेकैनिज्म ले सकता है जैसे रिसीव पैकेट की दोबारा रिट्रांसमिशन के लिए अनुरोध कर सकता है और इसी तरह आगे भी इसलिए उपयुक्त मेकैनिजम्स हो सकते हैं लेकिन यह रिसीवर एंड को करना होगा इसलिए आम तौर पर अगर आप पैकेट स्विचड नेटवर्क को देखते हैं तो मान लें कि 1 2 3 इस विशेष नोड की ओर जा रहा है अलग अलग रास्तों का फॉलो कर सकता है और आक्यूमिलेटइंग करता चला जा सकता हैयह रिसीवर एंड पर जाकर जमा होता है इसे रीऑर्डर किया जा सकता है या यह पैकेटों को उचित तरीके से काम करने का आदेश देता है तो पैकेट स्विचिंग के लिए एक और तकनीक वर्चुअल सर्किट है इसलिए किसी भी पैकेट से पहले एक प्रीप्लांड रूट् एस्टेब्लिश किया जाता है तो वहाँ मार्ग की स्थापना के कुछ प्रकार है कॉल रिक्वेस्ट और कॉल एक्सेप्ट पैकेट एस्टेब्लिश कनेक्शन या हैंड शेकिंग तो पैकेट और चीजों को स्वीकार करने के लिए रिक्वेस्ट और कॉल हैं प्रत्येक पैकेट में डेस्टिनेशन ऐड्रेस के बजाय एक वर्चुअल सर्किट आईडेंटिफायर या VCI होता है राइट इसलिए यह डेस्टिनेशन ऐड्रेस के बजाय अधिक स्थानीय रूप से तय किया जाता है जैसे कि अगर मैं यहां पहुंचाना चाहता हूं जब मुझे अगली चीज डिलीवर करनी है जो बदले में चीजें सही होंगी लेकिन मेरी रूटिंग अब कुछ हद तक टेबल बेस्ड है ठीक है प्रत्येक नोड पर मैं कहता हूं कि यदि मुझे एक पैकेट प्राप्त हुआ है तो पोर्ट नंबर 1 पर प्राप्त पोर्ट नंबर से प्राप्त ये VCI पोर्ट नंबर के साथ उस पर जाएगा इसलिए पैकेट स्थापित होने के बाद प्रत्येक पैकेट के लिए कोई रूटिंग निर्णय आवश्यक नहीं है इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से रूटिंग निर्णय नहीं लेना है तो यह इन बातों का पालन करता है तो यह कई बार अधिक एफिशिएंट हो सकता है सर्किट ड्रॉप करने की क्लियर रिक्वेस्ट इसलिए यदि एक बार कम्युनिकेशन समाप्त हो जाता है तो सर्किट को छोड़ना पड़ सकता है तो कुछ प्रकार के सर्किट का मतलब हो सकता है टीयर ऑफ रिक्वेस्ट और यह वास्तव में ट्रूली डेडीकेटेड नहीं हो सकता है तो सर्किट एक बार वे वहाँ हैं अगर वहाँ डिस्क्रिप्शन या किसी अन्य कारण हो सकता है एक और सर्किट इस्टैबलिश्ड किया जा सकता है इसलिए यह वास्तव में एक डेडीकेटेड पाथ नहीं है न केवल यह कि अन्य वर्चुअल सर्किट द्वारा भी शेयर किए जा सकते हैं ठीक है इसलिए मैं पाथ में किसी तरह का एक मल्टीप्लेक्सिंग कर सकता हूं जैसे यहां एक चीज जो हम देख रहे हैं वह इस्टैबलिश्ड है और फिर यह एक वर्चुअल सर्किट के मामले में इस विशेष सीक्वेंस में कम्युनिकेट करता है ठीक है इसलिए जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि यह एक VCI को कैरी करता है अगर हम देखें कि क्या मेरे पास यहां स्विच है जो पोर्ट नंबर 1 पर डेटा 77 डेटा 14 प्राप्त करता है तो यह तय करता है कि यदि यह 14 के लिए प्राप्त करता है तो यह इसे पोर्ट नंबर 3 पर धकेल देगा एक VCI 22 के साथ तो ये स्विचिंग चीजें हैं और यदि आप देखते हैं तो यह दिलचस्प रूप से स्थानीय है इसलिए मेरे पास एक बड़ी संख्या वगैरह भी नहीं है क्योंकि यह केवल स्थानीयकृत है जैसे कि मेरे पास अन्य हॉप्स हो सकते हैं जहां कुछ अन्य VCI 14 हो सकते हैं सैद्धांतिक रूप से सही तो यह वह तरीका है जो स्विचिंग पर जाता है इसलिए यदि यह एक पोर्ट पोर्ट 1 से है तो VCI 77 पोर्ट 2 के साथ यह VCI 14 में जाएगा अब ऐसा है यदि आप यदि मेरे पास एक बड़ा सिनेरियो है तो मेरे पास कम्युनिकेट करने के लिए कुछ पाथ हो सकते हैं ठीक है तो यह यहाँ के लिए है यह एक 14 आ रहा है तीन 66 पर जा रहा है यह पोर्ट 3 पैकेट VCI 66 है यदि 66 पोर्ट 1 पर स्थापित किया गया है और फिर इसे 2 पर पोर्ट 2 पर VCI 22 के साथ धकेल दिया जाएगा यह पोर्ट 2 पर प्राप्त होता है क्षमा करें पोर्ट 2 को VCI 22 के साथ और इसे 3 पोर्ट पर धकेल दिया जाता है यह विभिन्न प्रकार के हॉप्स के साथ सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है और यदि आप देखते हैं तो यह टेबल मुझे A और B के बीच का रूट स्थापित करने की अनुमति देती है राइट तो यह एक वर्चुअल सर्किट इस्टैबलिश्ड है इसका डेटा इस विशेष दिशा में फ्लो होता है तो अगर आप डेटाग्राम द्वारा वर्चुअल सर्किट स्विचिंग पैकेट को देखने की कोशिश करते हैं वर्चुअल सर्किट नेटवर्क सीक्वेंसिंग और एरर कंट्रोल प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे एक एस्टेब्लिश पाथ हैं पैकेट को और अधिक तेज़ी से अग्रेषित किया जाता है पैकेट स्तर पर व्यक्तिगत रूप से कोई रूटिंग निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है लैस रिलाएबल लॉस ऑफ नोड उस विशेष नोड के सभी सर्किटों के रूप में खो देता है और क्योंकि एक विशेष नोड में एक से अधिक सर्किट हो सकते हैं जो एस्टेब्लिश हैऔर अगर वह विशेष नोड फॉल्टी है या काम नहीं कर रहा है तो नोड के सभी सर्किट खो जाते हैं यह न केवल रिलायबिलिटी के लिए जाता है इसमें सर्किट को फिर से एस्टेब्लिश करने और चीजों को ट्रांसमिट करने की अतिरिक्त कॉस्ट भी है यहां कोई कॉल सेटअप नहीं है जबकि डाटाग्राम एक है तो प्रत्येक पैकेट इंडिपेंडेंट रूप से ले जाता है अगर पैकेट की संख्या कम है तो बेहतर है अगर पैकेट की एक बड़ी मात्रा है तो वहाँ बहुत सारे कॉल हैं नेटवर्क के भीड़भाड़ वाले हिस्सों से बचने के लिए अधिक फ्लैक्सिबल रूटिंग का उपयोग किया जा सकता है राइट इसलिए मेरे पास अलग अलग रूटिंग चीजें हो सकती हैं ताकि यदि कोई भीड़ हो तो अन्य पैकेट्स को कुछ अन्य चीजों वगैरह के लिए रूट किया जाए तो यह प्रभावित नहीं होता है या बेहतर रूटिंग स्ट्रैटेजिस हो सकती हैं इसलिए यदि हम अब सर्किट स्विच्ड और पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को देखने की कोशिश करते हैं ठीक इसलिए सर्किट स्विच के मामले में बैंडविड्थ की गारंटी है राइट इसलिए जब आपके पास एक एस्टेब्लिश कनेक्टिविटी है और आपका डेटा उस मीडियम से फ्लो करता है तो बैंडविड्थ की गारंटी है जबकि एक पैकेट स्विच के मामले में बैंडविड्थ को जरूरत के हिसाब से डायनामिकली एलोकेट किया जाता है राइट तो यह है कि एलोकेशन किया जा रहा है जरूरत के हिसाब से राइट तो यह बैंडविड्थ की गारंटी नहीं है ऐसा हो सकता है कि बैंडविड्थ की उपलब्धता नहीं है या जब आपको इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि आप रिसोर्सेज की पूर्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए कम्युनिकेशन करते समय आपको पैकेट ड्रॉप आदि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है अन्य नेटवर्क ट्रैफ़िक द्वारा सर्किट की क्षमता कम नहीं होती है तो यह नहीं है क्योंकि यह एक डेडीकेटेड सर्किट है सर्किट कैपेसिटी एक बार एलोकेटेड या एक बार इस्टैबलिश्ड हो जाती है तो वह इस सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए डेडीकेटेड है जबकि फिजिकल चैनलों पर कौनक्यूरेंट ट्रांसमिशन हो सकता है राइट एक पैकेट स्विच के मामले में फिजिकल चैनलों पर कौनक्यूरेंट ट्रांसमिशन हो सकता है इसलिए एक फिजिकल चैनल में कई चीजें हो सकती हैं सर्किट की कॉस्ट ट्रांसमिटेड डेटा की मात्रा से इंडिपेंडेंट है जिसके परिणामस्वरूप बैंडविड्थ की बर्बादी होती है इसलिए क्या मैं एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता हूं या नहीं मैं इसे ट्रांसमिट करता हूं या नहीं यह एक डेडीकेटेड कनेक्शन है इसलिए मैं इसके लिए भुगतान करता हूं ठीक है तो दूसरे अर्थ में प्रभावी ढंग से बैंडविड्थ की बर्बादी हो सकती है जबकि अधिक प्रभावी और बेहतर प्रदर्शन है क्योंकि चैनल को ब्लॉक करने का कोई ऐसा प्रकार नहीं है भले ही आप कम्युनिकेशन न कर रहे होंलेकिन इसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण इनमें कुछ डीले और कंजेशन हो सकती है और जैसा कि हम देखते हैं कि इस तरह के सर्किट स्विच नेटवर्क वॉइस कम्युनिकेशन के लिए अधिक अमीकेबल है ठीक है तो यह वॉइस कम्युनिकेशन के लिए अधिक अमीकेबल है जबकि यह यह सर्किट स्विच नेटवर्क है और जबकि पैकेट स्विच नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन के लिए अधिक अमीकेबल है या चीजों के बीच डेटा का कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है हमारे कंप्यूटिंग कोर्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यह विशेष कोर्सहै हम मुख्य रूप से इस तरह के एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को देख रहे होंगे जहां यह नोड या पैकेट इंडिपेंडेंट रूप से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं और मामलों की संख्या में यह एक अनरिलायबल बेस्ट एफर्ट सर्विस यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीजें कैसी हैं यदि आप चीजों पर रिलायबिलिटी रखना चाहते हैं तो आपके पास चीजों का एक अलग मेकैनिज्म होना चाहिए कि हम धीरे धीरे इस विशेष कोर्स में अध्ययन करेंगे जब हम चीजों में और अधिक गहराई से जाएंगे और विशेष रूप से विभिन्न प्रोटोकॉल उनकी विशेषताओं और प्रकारों को देखेंगे तो इस विशेष लेक्चर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपको ब्रश अप करना जो कि पहले से ही आप में से अधिकांश पैकेट स्विच और सर्किट स्विच्ड नेटवर्क के बारे में जानते हों कई अन्य चीजें हैं जिनका हमने यहां उल्लेख किया है इसलिए हमारे पास चीजों का ओवरव्यू है लेकिन हम मुख्य रूप से अब उस पैकेट पर आधारित चीजों को देखते हैं और हम बाद की चीजों पर जाते हैं ठीक है तो इसके साथ आज हम यहां रुकते हैं और हम बाद के लेक्चर में अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद